टेल के खंड 2 इकाई 13 के अध्ययन में आपका स्वागत है हम कार्यान्वयन चरण का अध्ययन करेंगे हम कार्यान्वयन चरण के शेष भाग से जारी रखेंगे पिछली इकाई में हमने कार्यान्वयन चरण की कुछ उप प्रक्रियाओं को देखा था वहां कई उप प्रक्रियाए है और हमने उनमें से कुछ को और उनकी भूमिका को समझा विशेष रूप से एक विषय का पाठ्यक्रम अच्छा कैसे लिखा जाए जो हमें लगा कि छात्रों को विषय की शुरुआत के पूर्व ही सही समय पर संप्रेषित किया जाना चाहिए जो शिक्षक के साथ साथ छात्र दोनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है हम आपसे पुरजोर आग्रह कर रहे थे कि आप अपने विषय का पाठ्यक्रम इस प्रारूप में लिखें जैसा कि सुझाव दिया गया है

इस इकाई में हम कार्यान्वयन चरण की शेष प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं ये प्रक्रियाएं क्या हैं सबसे पहले एक निर्देश अनुसूची है जिसे व्याख्यान कार्यक्रम या व्याख्यान योजना आदि कहा जा सकता है यहाँ अनुसूची योजना एक घंटे के सत्रों वाली समय सारिणी के अनुसार नहीं है बल्कि यह निर्देशात्मक इकाई के अनुसार है एक निर्देशात्मक इकाई में 1 2 या 3 घंटे लग सकते है लेकिन यह हमेशा एक साथ एक इकाई के रूप में देखा जाएगा इसका मतलब है कि एक निर्देशात्मक इकाई समय सारिणी के 3 घंटों से अधिक आयोजित की जा सकती है लेकिन उन तीनो तिथियां को निर्देश अनुसूची में दर्ज किया जाना चहिये हमारी सभी गतिविधियों के लिए हमारा संपूर्ण मार्गदर्शक निर्देशात्मक अनुसूची या निर्देशात्मक इकाइयों की अनुसूची होगी एक शिक्षण इकाई एक योग्यता से जुड़ी होती है योग्यतादक्षता "पाठ्यक्रम परिणाम" CO's का एक घटक है एक पाठ्यक्रम परिणाम को पाठ्यक्रम परिणाम के दायरे के आधार पर 2 3 या 4 कभी कभी 5 दक्षताओं में विस्तारित किया जाता है और एक निर्देशात्मक इकाई भी 1 घंटे से लेकर आम तौर पर अधिकतम लगभग 3 से 4 घंटे तक परिवर्तनशील हो सकती है प्रत्येक निर्देशात्मक इकाई के संचालन के अंत में जिसमें सामान्यतः 1 से 3 घंटे लग सकते हैं शिक्षक को विभिन्न पहलुओं का अनुभव होता है कि छात्रों ने इसे कैसे प्राप्त किया उन्हें कहा परेशानिया आयी या कहाँ एक शिक्षक के रूप में खुद को ठीक नहीं लगा और उसका प्रदर्शन पर्याप्त था नहीं या संतोषजनक था नहीं निर्देशात्मक इकाई के संचालन के तुरंत बाद यह एक अच्छा विचार है की आप अपने स्वयं के अवलोकनों को रिकॉर्ड करें और समझे की यह कैसे संपन्न किया गया है इसमें कहा पर सुधार की आवश्यकता है आदि एक निर्देशात्मक इकाई के संचालन के तुरंत बाद उन्हें इस तरह के रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए

जैसा कि दिखाया गया है आपके पास निर्देशात्मक इकाई क्रमांकित है हालांकि यह 8 तक दिखाता है आप आवश्यकता के अनुसार अधिक पंक्तियाँ जोड़ सकते हैं फिर योग्यता लिखें प्रत्येक दक्षता के लिए निर्धारित तिथियां लिखें और फिर उस इकाई के लिए यदि कोई निर्देश है जो आप छात्रों को पहले देना चाहते हैं यानी IU2 इकाई से शुरू करने से पहले आप अपने विद्यार्थियों से क्या चाहते हैं की वे किसके लिए तैयार रहें वे निर्देश 1 या 2 वाक्यों के रूप में हो सकते हैं और यह निर्देश अनुसूची का गठन करता है प्रत्येक निर्देशात्मक इकाई के बाद आप एक और पंक्ति बनाते हैं हम इसे प्रेक्षण कहते हैं जहाँ आप आपके प्रेक्षणों को 2 या 3 वाक्यों में लिखेंगे यह कोर्स पूरा होने के बाद प्रशिक्षक के लिए एक उत्कृष्ट इनपुट बनाता है वास्तव में क्या और कहाँ आपको समस्याएँ हैं उदाहरण के लिए मैं एक इकाई के लिए आवश्यक समय को कम करके आंक सकता हूं या मैं इकाई के लिए आवश्यक समय को अधिक आंक सकता हूँ बाद में सुधार की योजना बनाने के लिए ये सभी प्रेक्षण इस प्रारूप में लिखे जाना चाहिए कई बार कई कॉलेजों में शिक्षक सदस्य समय सारिणी की तुलना में अधिक कक्षाए लेते हैं उदाहरण के लिए एक 3 क्रेडिट कोर्स के लिए आप 15 कार्यशील सप्ताह में एक सेमेस्टर में 45 व्याख्यान ले सकते है ये ऐसे उदाहरण हैं जहां शिक्षकों ने 3 क्रेडिट पाठ्यक्रम के लिए 70 80 कक्षाए व्याख्यान लिए है जो कि कुछ अर्थों में छात्रों और शिक्षको के लिए अत्यंत तनावपूर्ण है ये सभी व्याख्यान समय सारिणी के अतिरिक्त सत्र आयोजित कर किए जाते हैं जिसका अर्थ है शिक्षक सदस्य उपलब्ध खाली स्लॉट खोजने के बोझ तले दबे हैं और छात्रों को आने के लिए और व्याख्यानों में भाग लेंने के लिए तैयार करते है हमें यह समझने की जरूरत है कि इन अतिरिक्त सत्रों की आवश्यकता क्यों है आम तौर पर मेरी राय में ऐसा पाठ्यक्रम परिणामों और उपलब्ध सत्र के बीच मेल न होने के कारण होता है इसका मतलब है कि पाठ्यक्रम में उल्लेखित सामग्री में यदि आवंटित समय से कहीं अधिक समय लगता है तो ये धोतक है की पाठ्यक्रम डिजाईन अत्यंत ख़राब है और यह छात्रों के सीखने की जरूरत की अपेक्षा अति महत्वाकांक्षी कार्य है आपके पास समय ही नहीं बचेगा क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपके छात्र अच्छी तरह से सीखें तो आपको छात्रों को चीजों का अभ्यास कराने में अधिक समय व्यतीत करना होगा लेकिन यदि आपके पास बहुत अधिक सामग्री है तब आप व्याख्यान और व्याख्यान ही लेते रहेंगे और अंत में आपके सत्रों की संख्या काफी बढ जाएगी कोई भी ये समझ सकता है कि 2 3 कक्षाएं यदि किसी कारण से छूट जाती हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए अन्य प्रयास करना पड़ते है लेकिन किसी भी शिक्षक के द्वारा 30 40 सत्र या तयशुदा सत्रों से अधिक सत्र लेने की मांग करना अकादमिक दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है पाठ्यक्रम परिणामों और उपलब्ध सत्रों के बेमेल होने के कारण अतिरिक्त सत्रों की आवश्यकता हो सकती है और कभी कभी शिक्षक यह पाते हैं कि छात्रों को पूर्वापेक्षित ज्ञान है ही नहीं इन अर्थों में यदि छात्रों को कक्षा में आने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षित कौशल और ज्ञान नहीं है तो अंततः आपको अतिरिक्त कक्षाए लेकर उन्हें तैयार करना पड़ता है इस तरह की बातो से बचना चाहिए इन दिनों जिस तरह की इंटरनेट सुविधाओं और इंटरनेट तक सुगमता से पहुंच हो गयी है तो शिक्षक आवश्यक पूर्वापेक्षित ज्ञान पर एक वेबसाइटवेबपेज बना सकते हैं और छात्रों से कक्षा में आने से पहले उचित प्रकार से तैयारी कर आने का पूछ सकते हैं और शिक्षक अपना समय बचा सकते है अनिवार्य रूप से आप वही दोहरा रहे हैं जो पहले या तो हाई स्कूल में या एक ही संस्थान में पिछले सेमेस्टर में किया गया है इसका मतलब है आप एक ही सामग्री को ऐसे ही दो या तीन बार सिखाने की कोशिश कर रहे है कभी कभी कक्षा परीक्षणों और सत्रीय कार्यों में आपका प्रदर्शन असंतोषजनक होता है आप फिर से कुछ समझाने के लिए एक अतिरिक्त सत्र लेना चाह सकते हैं जिसे आमतौर पर छात्रों द्वारा गलत समझा गया था अंत में कुछ विभिन्न प्रकार के व्यवधान हो सकते हैं जैसे कि कुछ राज्यों में हर समय एक कारण या अन्य कारणों से हड़ताले इसका मतलब है कि कॉलेज बंद है या ऐसी ही कुछ अन्य गतिविधियाँ हैं जिनमें कॉलेज शामिल है इस अवधि के दौरान कक्षाएं रद्द हो सकती हैं व्यवधानों जैसे कि कक्षा परीक्षण में असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण पाठ्यक्रम परिणामों और उपलब्ध सत्रों के बेमेल होने के कारण और पूर्वापेक्षित ज्ञान कि कमी होने के कारण आप अतिरिक्त सत्र ले सकते हैं यदि आप अतिरिक्त सत्र ले रहे हैं तो जो ये सत्र आप क्यों ले रहे है और क्या ले रहे है उसे रिकॉर्ड करना चाहिए अगर हर शिक्षक ऐसी तैयारी कर सकता है रिकॉर्ड करता है तो विभाग किसी खास समय यह सब जमा कर सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई किस प्रकार कर सकते है इस बारे में बात कर सकता है उदाहरण के लिए कोई इस तरह लिख सकता है सत्र की अतिरिक्त प्रकृति वास्तव में आप क्या कर रहे हैं CO5 C2 पर अतिरिक्त व्याख्यान फिर उस अतिरिक्त सत्र के संचालन के कारण लिखे यदि आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो यह आपके को फिर से आपके पाठ्यक्रम के साथ संरेखित करने के लिए एक उत्कृष्ट साधन के रूप में काम करेगा और आपसे जुड़े छात्रों का हित भी करेंगा साथ ही आपके पास जो समय उपलब्ध है वह अच्छी तरह से शिक्षा देगा अतिरिक्त सत्रों का रिकॉर्ड रखना विभाग के लिए भी एक अच्छी प्रतिक्रिया है कार्यान्वयन चरण की गतिविधियों में से एक है मूल्यांकन के साधनों को डिजाइन करना यह डिजाइन चरण में व्यापक रूप से बता दिया गया है जब हम कार्यान्वयन चरण की बात कर रहे हैं तो हम पाठ्यक्रम वितरण के एक उदाहरण की बात कर रहे हैं प्रशिक्षक को संपूर्ण सेमेस्टर के लिए आवश्यक सभी प्रारंभिक और योगात्मक साधनो को डिजाइन करना चाहिए यदि 3 परीक्षण 2 सत्रीय कार्य 3 प्रश्नोत्तरी और 1 अंतिम सेमेस्टर परीक्षा करवानी है तब उन सभी को थोड़ा पहले से डिज़ाइन करने की आवश्यकता है इस बात पर ध्यान देना होगा कि परीक्षण कितना संतुलित है और एसईई डिजाइन किया जाना चाहिए सेमेस्टर की शुरुआत में ही आइटम बैंक तैयार करें चूँकि सीओ CO's और दक्षताएं बहुत स्पष्ट हैं और यदि एक प्रशिक्षक ने अच्छी योजना बनाई है और अगर उसके पास किसी प्रकार का आइटम बैंक है हालाँकि पहली बार ऐसा करने में बहुत प्रयास लगेगे तो इन साधनों को डिजाइन करना अपेक्षाकृत आसान होता है अच्छी तरह से संतुलित मूल्यांकन से तात्पर्य है प्रत्येक सीओ को सही मात्रा में महत्व देना और सीओ और दक्षताओं से सम्बद्ध संज्ञानात्मक स्तरों को पर्याप्त महत्व देना भले ही आपने एक सेमेस्टर की शुरुआत में मूल्यांकन के साधन तैयार किए हों प्रशिक्षक अंतिम समय में भी साधनों में कुछ बदलाव करना चाह सकता है आजकल सब कुछ कम्प्यूटरीकृत हो रहा है इसलिए अंतिम मिनट में परिवर्तन कर इन्हें बनाना और परिक्षण करना मुश्किल नहीं होता आपके द्वारा डिज़ाइन की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार के आधार पर आप विभिन्न प्रोद्योगिकियों का उपयोग करना चाह सकते हैं जैसे कि आप क्विज़ के लिए LMS का उपयोग कर सकते हैं और जल्दी से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं आप छात्र को एक निर्दिष्ट प्रारूप में असाइनमेंट जमा करा सकते हैं उदाहरण के लिए वे उसकी एक तस्वीर ले सकते हैं और आपको व्हाट्सएप या एलएमएस में भेज सकते हैं सभी साधनों में सभी वस्तुओं को सीओ योग्यता और संज्ञानात्मक स्तरों के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए ये तीन टैग अनिवार्य हैं और इनसे हम अपनी बाद की प्राप्तियों की सभी गणनाएं कर सकते हैं या ये ट्रैक कर सकते है की साधन कितनी अच्छी तरह संतुलित है मूल्यांकन के साधनों को डिजाइन करना एक प्रमुख गतिविधि है खासकर यदि पहली बार या दूसरी बार ही आप कोर्स दे रहे हो लेकिन उसके बाद चीजें स्थिर होनी चाहिए मूल्यांकन के साधन डिज़ाइन करना बहुत कम तनावपूर्ण होना चाहिए योगात्मक मूल्यांकन साधनों मद्देनजर रखते हुए आपको सभी सीओ CO's की प्राप्ति पर ध्यान देना होगा आपको इस तरह से डिजाइन करने की जरूरत है कि छात्र तयशुदा सीओ CO's के अलावा अन्य सीओ CO's का चयन नहीं कर सके उदाहरण के लिए बहुत से लोग इस बात में रुचि नहीं रखते हैं कि हर समय ए प्लस प्राप्त करने के लिये क्या करना चाहिए वे ये कहते हैं कि अगर मैं यथोचित रूप से अच्छा करता हूं तो यह मेरे लिए पर्याप्त है और उस प्रक्रिया में मैं अपने प्रयास को कैसे निर्धारित करूं मूल्यांकन के साधनों के नमूनों को देखकर वे कुछ हिस्सों को चयन में से छोड़ना शुरू कर सकते हैं तब पाठ्यक्रम का महती उद्देश्य स्वतः ही खो जायेगा लोग कुछ विकल्प चाहते हैं अगर विकल्प दिया जाता है तो यह एक ही सीओ से संबंधित वस्तुओं के बीच होना चाहिए यह दो अलग अलग सीओ के बीच नहीं हो सकता है इस मामले में एक सीओ को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है यदि आप किसी कोर्स के CO को देखते हैं तो कम से कम अधिकतर बार CO1 CO2 के लिए पूर्वापेक्षित है और CO2 CO3 के लिए पूर्वापेक्षित है और इसी तरह आगे भी इसका मतलब है पूर्ववर्ती CO आगामी CO हेतु पूर्वापेक्षित होते हैं यदि आप परिक्षण 1 और 2 परीक्षण 3 और एसईई आदि सभी पूछे जाने वाले प्रश्न देखें तो इस बात की संभावना है कि अंतिम ग्रेड तय करने में CO1 CO2 और CO3 को अधिक महत्त्व दिया जा सकता है कई बार यह अनुमानतः या अनजाने में होता जाता है और तंत्र स्वयं ही छात्रों को कुछ CO को प्राप्त करने के बारे में चिंतित न होने के लिए राजी करता हुआ लगता है यद्यपि यह सुनिश्चित करने के प्रयास में कई प्रयास किए जाते हैं कि छात्र सभी CO के बारे में सब कुछ सीखें परन्तु आम तौर पर किसी तरह से छात्र कुछ भागों को पूरी तरह से छोड़ने वाले परिणाम ही देते है यदि डिजाइन चरण में हमारे द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक आइटम बैंक बनाया जाता है तो समान गुणवत्ता वाले सभी मूल्यांकन के साधन बनाना आसान हो जाता है हम मानते हैं कि ऐसा आइटम बैंक बनाने में समय लगता है इन दिनों बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है जहां हर विषय के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध हैं उन सभी को इकट्ठा करें निर्मित करें और थोड़ा संशोधित करें और संभवतः आपके पास कुछ दिनों के गहन प्रयास के बाद अपने कोर्स के लिए एक प्रश्न बैंक हो सकता है जो आपका प्रारंभिक बिंदु हो सकता है उपलब्ध प्रश्नों को चुनने और उन्हें अपने पाठ्यक्रम परिणामों के साथ संरेखित करने के बाद आपको बस उन्हें उचित रूप से टैग करना होगा और यह आपके आइटम बैंक के लिए शुरुआती बिंदु होगा सत्रीय कार्य कक्षा परीक्षण आदि में प्रदर्शन को देखने के बाद आप केवल यह नहीं कह सकते कि ये अंक हैं अपने हासिल किये है और ये ही अंतिम है आप छात्रों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करना चाहते हैं या यह बताना चाहेंगे कि उन्होंने पर्याप्त रूप क्या नहीं समझा है या कहाँ उन्होंने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया है तो आखिर उन्हें करना क्या चाहिए था ऐसा बताना चाहिए इसलिए सभी सीआईई आकलनों के बाद छात्रों को प्रतिक्रिया फीडबैक देने की आवश्यकता होती है पूरी कक्षा के प्रदर्शन को देखकर आप सभी छात्रों को दिए जाने वाले फीडबैक पर काम कर सकते हैं एक एक करके नहीं न ही आप जैसा की आप ट्यूटरिंग में करते है यह फीडबैक संबंधित विषय वस्तु पर कुछ बयानों के रूप में हो सकता है जो की कुछ या कई छात्रों द्वारा अवधारणाओं को समझने या प्रक्रियात्मक ज्ञान को लागू करने में की गई त्रुटियों पर हो सकता है जब आप इन सभी को लिखते हैं तो वे प्रशिक्षक के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में भी कार्य करते हैं यदि आप पाते हैं कि कई छात्र एक विशेष गलती कर रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसे प्रशिक्षक को सुधारना होगा और उसके बाद के निर्देश को समायोजित करना होगा इन सभी फीडबैक से शिक्षक को पाठ्यक्रम की अगली पेशकश की बेहतर योजना बनाने में सुविधा होगी आप दिखाए गए अनुसार एक तालिका बना सकते हैं और आप आवश्यकतानुसार पंक्तियों को जोड़ या हटा सकते हैं आप विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर कई कथन लिख सकते हैं यदि आप इसे तालिका के रूप में अधिग्रहित करते हैं तो सब कुछ संरचित होता है हम मूल्यांकन के साधनों और छात्र के प्रदर्शन पर प्रेक्षणों को भी देखेंगे छात्र हर साल अलग होते हैं और अलग अलग आकलन में उनका प्रदर्शन भी अलग अलग होगा मूल्यांकन के साधनों की प्रकृति या छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशिक्षक की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने से अगली बार उसी पाठ्यक्रम की पेशकश करते समय मूल्यांकन में सुधार करने में बहुत मदद मिलती है माना की कोई बहुत आसान टेस्ट पेपर या कठिन टेस्ट पेपर देता है तो यदि यह एक कठिन परीक्षा का पेपर है तो निश्चित रूप से कई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे यदि यह एक आसान परीक्षा का पेपर है तो हर कोई उच्च अंक प्राप्त करेगा तो इस तरह की चीज़ फीडबैक के रूप में भी काम करती है और आपके टेस्ट पेपर के कठिनाई स्तर को समायोजित करने में मदद करती है इन दिनों में मूल्याङ्कन हेतु एक लघु परियोजना हर सेमेस्टर में या हर साल में कम से कम एक बार दिए जाने लगे है उदाहरण के लिए यदि एक लघु परियोजना मूल्यांकन के साधनों में से एक है तो यह महत्वाकांक्षी हो सकती है यदि यह आम तौर पर होता है तो छात्रों द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किया जाता है या आवश्यक जानकारी तक पर्याप्त पहुंच नहीं हो पाती है एक बार जब आप एक लघु परियोजना पर विचार करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं आपको संसाधनों के बारे पूर्ण विवरण देना होगा छात्रों को परियोजना के दायरे के बारे में बताना होगा और इसे चुनौतीपूर्ण बनाने के तरीके और साधन खोजने होंगे लघु परियोजना को ठीक करने में काफी मेहनत लगती है लघु परियोजनाओं से सम्बंधित प्रदर्शन के प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करके कोई भी लघु परियोजना को लगातार ठीक से करने में सक्षम होगा इस तरह से छात्रों के प्रदर्शन को अभिलेखबद्ध किया जा सकता है आप प्रत्येक छात्र के प्रदर्शन को इन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं यह केवल एक सांकेतिक प्रदर्शन है यदि कोई चाहे तो प्रतिशतों को पुनर्व्यवस्थित भी कर सकतासकती है इस रूपरेखा प्रोफ़ाइल को या छात्र के प्रदर्शन को प्राप्त करके कोई भी अंतिम स्तम्भ कॉलम में प्रशिक्षक के प्रेक्षण लिख सकता है जो प्रशिक्षक को और वास्तव में विभाग को भी एक शानदार प्रतिक्रिया देगा यहाँ विचार विमर्श करने के लिए एक और प्रतिक्रिया फीडबैक है अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं किसी विशिष्ट बैच को कोई कोर्स पढ़ा रहा होता हूं तो उसके छात्र उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर मेरे पढ़ाने के तरीके को बहुत तेज या धीमी गति का महसूस करते है यदि यह बहुत धीमा है तो छात्रों की रुचि कम हो जाएगी यदि यह बहुत तेज़ है यदि वे पकड़ने में सक्षम नहीं हैं तो वे भी मानसिक रूप से छोड़ देंगे लेकिन अगर आप सेमेस्टर फीडबैक की समाप्ति की प्रतीक्षा करते हैं तो शिक्षक ऐसे स्थिती में बहुत कुछ नहीं कर सकता है इसलिए सेमेस्टर के बीच में कम से कम एक या दो बार फीडबैक लेना एक अच्छा विचार है इसलिए यदि आप सेमेस्टर के मध्य में फीडबैक लेते हैं तो यह प्रशिक्षक को सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्देश में मामूली समायोजन करने की अनुमति देगा प्रशिक्षक एक साधारण फीडबैक फॉर्म बना सकता है हम यहां एक नमूना दिखाएंगे "पाठ्यक्रम परिणाम" शिक्षक द्वारा पहली कुछ कक्षाओं में स्पष्ट किए जाते हैं उदाहरण के लिए आप इन्हें श्रेणीबद्ध रैंक कर सकते हैं 0 का अर्थ है बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है 5 का अर्थ है अत्यंत स्पष्ट है इसलिए आप अंतिम स्तम्भ में 0 और 5 के बीच की संख्या डाल सकते हैं कक्षा निर्देश बताए गए पाठ्यक्रम के परिणामों के साथ संरेखण में है को इस प्रकार व्यक्त कर सकते है 0 का मतलब बिल्कुल संरेखण में नहीं है 5 का मतलब है पूर्ण संरेखण में है कभी कभी शिक्षक किन्ही कारणों से मुख्य विषय से दूर हो जाते हैं और थोड़ा सा समय व्यतीत करते हैं ऊपरी तौर पर निर्देश की गति का पालन करना सहज है प्रत्येक व्यक्ति एक खास गति से बोलता है जिसमे छात्र सहज हो भी सकते हैं और नहीं भी इसके लिए शिक्षक को स्वयं को उनके अनुरूप समायोजित करने की आवश्यकता होती है इस प्रकार अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को बिल्कुल नहीं या बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जाना महत्वपूर्ण है छात्र कक्षा में स्पष्टीकरण मांगने के लिए बिल्कुल नहीं या बहुत स्वतंत्र हैं ये भी महत्वपूर्ण है कक्षा में संचार प्रभावी था और चॉकबोर्ड या व्हाइटबोर्ड या पीपीटी प्रस्तुति प्रभावी थी ये भी महत्वपूर्ण है शिक्षण सामग्री प्राप्त करना या समझना कठिन है तो इसका मतलब है कि सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं है निर्धारित पाठ्यपुस्तक अच्छी हो सकती है लेकिन यह पुस्तकालय में नहीं है या आसानी से उपलब्ध है ये भी महत्वपूर्ण है इन दिनों शिक्षण सामग्री की उपलब्धता कोई बड़ी समस्या नहीं है आपको 8 वस्तुओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है और आपको वस्तुओं को ठीक उसी तरह लिखने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि यहाँ दिया गया है इसलिए कोई भी कम संख्या में प्रश्नों के साथ अपना स्वयं का फॉर्म तैयार कर सकता है ताकि यह शिक्षक के लिए एक अच्छी प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करे और वह तदनुसार मामूली समायोजन कर सके आप इसे एक सेमेस्टर में एक बार या एक सेमेस्टर में दो बार या आम तौर पर पहले टेस्ट के तुरंत बाद और दूसरे टेस्ट के बाद कर सकते हैं आप चुन सकते हैं कि यह सर्वेक्षण करने का उपयुक्त समय क्या है आप छात्रों के फीडबैक फीडबैक को उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर इसके सारांश को कथनों के एक सेट के रूप में लिखते हैं मान लें कि यदि 60 छात्र हैं और उन्होंने आपको फीडबैक दिया जिसके आधार पर आप अपने लिए कुछ नोट्स कथनों के एक सेट के रूप में लिखते हैं यदि आप चाहें तो इसमें और पंक्तियां जोड़ सकते हैं एक अन्य प्रमुख गतिविधि छात्रों के प्रदर्शन पर नज़र रखना है आज स्प्रेडशीट बनाना बहुत सुविधाजनक है और इसमें आप कोई जानकारी दर्ज की जा सकती है कहीं भी टिप्पणियाँ की जा सकती हैं या कहीं भी आपके पास गतिविधियों के लिए संख्याएँ प्रयोग कर सकते हैं आप एक स्प्रेडशीट से आसानी से गणनाए कर सकते हैं आप छात्रों को वर्गीकृत कर सकते हैं पता लगा सकते हैं कि कौन सा छात्र किस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इत्यादि यदि MOODLE जैसी सीखने की प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो छात्रों को ट्रैक करने के कई तरीके संभव होंगे एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग एक तरह से आप विज्ञापन में कर सकते है जितना अधिक आप उपयोग करते हैं उतना अधिक आप छात्रों के साथ परस्पर बातचीत में सुधार कर सकते हैं अभ्यास आप अपने कोर्स के लिए अपना स्वयं का एक 'सेमेस्टर मध्य' का 'छात्र प्रतिक्रिया प्रपत्र" डिज़ाइन करें कृपया इसमें 8 से अधिक आइटम न रखे क्योंकि यदि यह ज्यादा बड़ा प्रारूप वाला या ज्यादा प्रश्नों वाला है तो हर कोई रुचि खो देगा इस प्रकार कार्यान्वयन चरण समाप्त होता है और अगली इकाई में हम मूल्यांकन चरण की प्रक्रियाओं को देखेंगे आपको ध्यान देने के लिये धन्यवाद